ठीक हैतो यहाँ एकाधिक कॉल को 'omp get thread num' पर सहेजने का एक और तरीका दिया गया है अतः इसे थ्रेड प्राइवेट वेरिएबल कहा जाता है तो आप क्या कर सकते हैं आप समानांतर वर्गों में चर बना सकते हैं ठीक है तो यहां बताया गया है कि आप इसे कैसे कर सकते हैं इसलिए यह एक वेरिएबल tid है और यहां पर आप घोषणा करते हैं की यह एक थ्रेड प्राइवेट वैरिएबल है और यह ऐसा करने का तरीका है आप कहते हैं ' प्रग्मा ओम थ्रेड प्राइवेट' ' pragma omp thread private' ' और फिर चर नाम संकलक यह जो बता रहा है कि मैं चाहता हूं कि यह चर समानांतर खंडों में बनाए रखा जाए तो इसे स्टैक पर आवंटित करने नहीं जा रहा है क्योंकि मेरा मतलब है स्टैक आ सकते हैं और जा सकते हैं जब भी थ्रेड्स लॉन्च किए जाते हैं और जब भी फॉक्स और ज्वाइन होते हैं यह इस चर के लिए कुछ थ्रेड प्राइवेट क्षेत्र में स्थान आवंटित करने जा रहा है कुछ क्षेत्र जो हर थ्रेड के लिए हैं शायद स्टैक भी यहां पर संग्रहित हैं तो हो सकता है कि यह स्टैक और कुछ चर जो भी अन्य थ्रेड प्राइवेट वैरिएबल स्पेस में स्टोर करने का निर्णय ले इसलिए प्रत्येक थ्रेड में कुछ स्थान होगा कुछ थ्रेड लोकल स्पेस होगा और यह वहाँ पर इस वेरिएबल के लिए स्थान आवंटित करने वाला है महत्वपूर्ण बात यह है कि यह चर समानांतर क्षेत्रों में अपना मान नहीं खोता है अब इस कोड में क्या होता है इस समय मैंने tid को omp get thread num के बराबर कहा है लेकिन अब दूसरे समानांतर क्षेत्र में मुझे omp get thread num को tid के बराबर करने के लिए कॉल करने की आवश्यकता नहीं है फिर से क्योंकि tid को थ्रेड प्राइवेट घोषित किया गया है और मैंने इसे पहले ही यहाँ पर इनिशियलाइज़ कर लिया है तो यह मान अपने जीवनकाल के लिए उस थ्रेड के साथ रहने वाला है इसका क्या मतलब है कि यह मास्टर थ्रेड है जो निष्पादित कर रहा हैजब यह इस समानांतर क्षेत्र का सामना करता हैयह चार थ्रेड्सलॉन्च करता हैजब यह क्षेत्र समाप्त होता हैयह एक साथ आता हैफिर से एक ही थ्रेड निष्पादित होता हैफिर से तीन थ्रेड लॉन्च किए जाते हैं कुल चार थ्रेड्स हैं और फिर से वे वापस जुड़ जाते हैंसही यह थ्रेड्स का जीवन चक्र है लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात है अगर यह थ्रेड 0 है यह थ्रेड 1 2 और थ्रेड 3 है और यह थ्रेड 0 1 2 और 3 है चर का मान यहाँ पर थ्रेड प्राइवेट वैरिएबल का मान वही है जो यहाँ पर थ्रेड प्राइवेट वैरिएबल का मान है थ्रेड 0 एक ही थ्रेड प्राइवेट वैरिएबल को देखेगा तो यह थ्रेड आईडी द्वारा है एक ही आईडी वाले थ्रेड को एक ही मान दिखाई देगा इसलिए यह मुझे omp get thread num के लिए एक और कॉल करने की परेशानी से बचाता है मैंने इसे एक थ्रेड प्राइवेट वैरिएबल में स्टोर किया है और थ्रेड प्राइवेट वैरिएबल कई समानांतर क्षेत्रों में मौजूद हैं इसलिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि जब मैं थ्रेड्स सेट करता हूं ठीक है तो बहुत बार मैं हर थ्रेड में कुछ स्थिति को बनाए रखना शुरू कर दूंगा कि वह कौन सा काम है जो इसे करना है और इसी तरह और फिर आप जानते हैं मैं इस विशेष समानांतर क्षेत्र का काम कर चुका हूं और बाद में मैं फिर से एक समानांतर क्षेत्र शुरू करना चाहता हूं लेकिन मुझे पता है कि वह क्या काम है जो मुझे करना चाहिए था वह क्या काम था जो मुझे करना चाहिए था मैं उसे फिर से पता करने की शुरुआत करने नहीं जा रहा हूं आप जानते हैं वह किसी थ्रेड प्राइवेट वेरिएबल मैं स्टोर है मैं उसे बस लूंगा और अपना काम शुरू कर दूंगा ठीक है यहां तक किसी का कोई प्रश्न है स्टूडेंट क्या होगा अगर हम दो थ्रेड्स के मान को जोड़ना चाहे एक थ्रेड प्राइवेट वेरिएबल में तो मुद्दा यह है कि आपने साझा उद्देश्यों के लिए थ्रेड प्राइवेट वेरिएबल का उपयोग नहीं किया है आप इसे निजी उद्देश्यों के लिए उपयोग करते हैं आखिरकार जब आप थ्रेड्स पर कार्य को जमा करना चाहते हैं तो आप उसके लिए एक साझा चर का उपयोग करेंगे न कि एक थ्रेड प्राइवेट वैरिएबल का न कि एक प्राइवेट वैरिएबल न कि थ्रेड प्राइवेट वैरिएबल बल्कि एक साझा वैरिएबल इसलिए यह आउटपुट है जो मुझे मिलता है और यह महत्वपूर्ण है थ्रेड प्राइवेट केवल स्टैटिक वेरिएबल्स के फाइल स्कोप पर लागू होता है इसलिए यदि आपने एक चर को परिभाषित किया है जो स्टैक पर है यदि यह एक फ़ंक्शन के अंदर स्थानीय है तो आप इसे थ्रेड प्राइवेट होने की घोषणा नहीं कर सकते तो यहाँ एक उदाहरण है यह कुछ ऐसा है जिसे मैं करने की कोशिश करता हूं int numt को मेन के अंदर परिभाषित किया जाता है और मैं इसे थ्रेड प्राइवेट होने की घोषणा करता हूं इसलिए जब मैं इसे कंपाइल करने की कोशिश करूंगा कंपाइलर मुझे गलती दिखाएगा यहां एक महत्वपूर्ण जानने लायक चीज है की अगर आप थ्रेड प्राइवेट वैरिएबल को समानांतर क्षेत्र के बाहर से एक्सेस करना चाहेंगे तो आपको क्या मान मिलेगा तो मुझे क्या वैल्यू दिखेगी एक थ्रेड प्राइवेट वैरिएबल में अगर मैं इसे समानांतर क्षेत्र के बाहर से एक्सेस करना चाहता हूं ना कि समानांतर क्षेत्र के अंदर से समानांतर क्षेत्र के अंदर प्रत्येक थ्रेड में वह मान देखने को मिलेगा जो उसमें सेट किया गया था लेकिन समानांतर क्षेत्र के बाहर के बारे में क्या स्टूडेंट मुख्य थ्रेड का मान मुख्य थ्रेड मुख्य थ्रेड क्या है थ्रेड 0 थ्रेड 0 मुख्य थ्रेड के बराबर है इसलिए थ्रेड 0 के अंदर आप जो कुछ भी कर रहे हैं वही वेरिएबल समानांतर क्षेत्र के बाहर भी दिखाई देगा ठीक है इसलिए यह उसी प्रोग्राम पर वापस जा रहा है जहां tid को थ्रेड प्राइवेट ठीक है घोषित किया गया है और फिर यह कोड था जिसे ठीक से निष्पादित किया गया था इसलिए यहां हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह कुछ ऐसा है जो बहुत मायने नहीं रखता है हम वास्तव में सभी थ्रेड्स के बीच सिंक्रनाइज़ेशन के एक बिंदु के रूप में ' pragma omp parallel' क्षेत्र का उपयोग कर रहे हैं ठीक है यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई थ्रेड इस बिंदु से आगे नहीं बढ़ता है तो यह एक बैरियर ऑपरेशन कहा जाता हैठीक है एक बैरियर क्या है एक बैरियर एक बिंदु है जहां सभी थ्रेड्स को आगे बढ़ने से पहले एक साथ आना चाहिए तो आगे बढ़ने से पहले सभी थ्रेड्स को बैरियर से टकरा जाना चाहिए इसलिए हम वास्तव में इसे बैरियर के रूप में उपयोग कर रहे हैं ठीक है वही मैं कर रहा हूं मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी थ्रेड ' हेलो वर्ल्ड ' प्रिंट करें जब तक की थ्रेड 0 numt को इनिशियलाइज़ ना कर दे इसलिए मैं क्या करूंगा मैंने इस समानांतर क्षेत्र को परिभाषित किया है ' pragma omp parallel' और इसका क्या उद्देश्य है इसका उद्देश्य केवल यह है की कोई भी थ्रेड इस बिंदु के आगे ना जाने पाए इसका बस यही उद्देश्य है इसलिए ओपन एमपी में यह करने का एक आसान तरीका है इस अवधारणा को कहा जाता है ' pragma omp barrier' सही है इसलिए अगर मैं इसे यहां पेश करता हूं तो यह किसी भी थ्रेड के आगे बढ़ने से पहले सभी थ्रेड्स के एक साथ आने का इंतजार करेगा तो यह वही काम करता है जो मैं पहले करने की कोशिश कर रहा था यह उसी उद्देश्य को पूरा करता है लेकिन अब मुझे थ्रेड प्राइवेट वैरिएबल की जरूरत नहीं है मेरा मतलब है मैं इन सभी थ्रेड प्राइवेट वैरिएबल और सब कुछ का उपयोग कर रहा था क्योंकि मेरे पास दो अलग अलग समानांतर क्षेत्र थे अब मेरे पास एक एकल क्षेत्र है मुझे थ्रेड प्राइवेट वैरिएबल के बारे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है इसलिए मैं एक सरल कोड लिख सकता हूं और बस एक प्रागम ऑप बैरियर " pragma omp barrier' लगा सकता हूं इसलिए बाकी सभी थ्रेड आएंगे और इंतजार करेंगे क्योंकि थ्रेड 0 अभी नहीं आया है जब थ्रेड 0 यहां तक पहुंच जाता है तो वे सभी आगे बढ़ेंगे ठीक हैऔर हम जानते हैं कि उस समय तक थ्रेड 0 ने पहले से ही 'omp get num thread ' को कॉल कर लिया है तो इस चर को इनिशियलाइज़ किया गया होगा और मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूं और मैं देखता हूं जो मुझे उम्मीद थी ठीक है अब एक बैरियर का उपयोग करने के बजाय एक और कंस्ट्रक्ट है जो ओपनएमपी प्रदान करता है इसलिए थ्रेड आईडी 0 में खास बात क्या है सही है मैं क्यों चाहता हूं की थ्रेड आईडी 0 वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करें इसके बारे में कुछ खास नहीं है मुझे सिर्फ एक थ्रेड चुनना था मैं केवल एक तरीका जानता था थ्रेड आईडी 0 सही है इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कुछ काम केवल एक थ्रेड करे तो इसे करने का एक बेहतर तरीका है और वह है ' प्राग्मा ओमप सिंगल " pragma omp single' तो केवल एक थ्रेड इस कंस्ट्रक्ट के अंदर कोड निष्पादित करता है और यह कंस्ट्रक्ट के अंत में एक सिंक्रनाइज़ेशन प्रदान करता है इसलिए ' प्राग्मा ओमप सिंगल pragma omp single' के अंत में यह एक निहित अवरोध प्रदान करता है इसलिए कोई भी थ्रेड तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि सभी थ्रेड इस बिंदु तक नहीं पहुंच जाते लेकिन जाहिर है ' प्राग्मा ओमप सिंगल ' ' pragma omp single' के अंदर का कोड केवल एक थ्रेड द्वारा निष्पादित किया जाता है और इसमें थ्रेड 0 होना आवश्यक नहीं है यह कोई भी थ्रेड हो सकता है वह महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भी थ्रेड यहां सबसे पहले आएगा उसे निष्पादित करना शुरू कर देगा एक समानांतर प्रोग्राम में जो मुझे यही चाहिए ठीक है मेरे पास कुछ क्षेत्र हैं जिन्हें एक थ्रेड द्वारा निष्पादित किया जाना है मुझे यह करने के लिए थ्रेड 0 क्यों चाहिए जो पहले मुक्त हो जाता है वह आकर इसे कर सकता है तो यह कोड भी ठीक काम करता है सही वही करता है जो मैं करना चाहता हूं अब वहाँ एक विकल्प है जिसे नोवेट कहा जाता इसलिए यदि आप चाहते हैं कि एक थ्रेड कुछ काम करे और कोई भी थ्रेड दौड़ की स्थिति मे न हो और आपको परवाह न हो कि अन्य थ्रेड आगे निकलते हैं या नहीं तो आप ' प्राग्मा ऑप सिंगल नोवेट ' ' pragma omp single' nowait को लिख सकते हैं नोवेट विकल्प के साथ क्या होता है यह कि थ्रेड्स में से एक इस कोड को निष्पादित करेगा इस कंस्ट्रक्ट में और अन्य सभी थ्रेड्स इस थ्रेड का इंतजार किए बिना आगे बढ़ेंगे और मैं यह कोड निष्पादित करता हूं और मैं यह फिर से देखता हूं ठीक है यहां एक अन्य कंस्ट्रक्ट भी है जिसे 'प्राग्मा ओमप मास्टर ' pragma omp master' कहते हैं यह 'प्राग्मा ओमप सिंगल' ' pragma omp single' जैसा ही है सिवाय इसके कि यह हमेशा मास्टर थ्रेड होता है जो कोड के इस हिस्से को निष्पादित करता है तो हमेशा थ्रेड 0 ही मास्टर थ्रेड होने वाला है इसलिए यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि 'if tid 0 तो क्यों मैं किसी विशेष थ्रेड से हमेशा किसी कोड को निष्पादित करना चाहूंगा तो कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ अवस्था बना रहा हूं ठीक जैसे उदाहरण के लिए थ्रेड्स में से एक मास्टर थ्रेड है जो अन्य थ्रेड्स को काम वितरित कर रहा है आइए हम यह कह सकते हैं कि इसका ट्रैक रखना कि पहले से ही कितना काम किया गया है कितना काम बाकी है एक ऐसा थ्रेड हो सकता है जो इन सभी चीजों का ट्रैक रख रहा है वह आमतौर पर वह थ्रेड है जिसे हम मास्टर थ्रेड कहते हैं तो क्या होगा कि इस कंस्ट्रक्ट के भीतर इस क्षेत्र के भीतर आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे चर मास्टर थ्रेड के थ्रेड 0 के चर होने जा रहे हैं आपको इस की कोई गारंटी नहीं है कि 'प्राग्मा ओमप सिंगल" pragma omp single' मे 'प्राग्मा ओमप सिंगल" pragma omp single' थ्रेड्स जो आप देखते है वह हर बार अलग दिखाई दे जब आप 'प्राग्मा ओमप सिंगल" pragma omp single' को कॉल करते हैं सही वे थ्रेड हैं जो क्षेत्र को निष्पादित करते हैं लेकिन ' प्रगमा ऑप मास्टर " pragma omp master' के मामले में अगर मैं ' प्रगमा ऑप मास्टर' ' pragma omp master'को तीन बार कॉल करता हूं तो मुझे हमेशा वही स्थान समान मेमोरी स्थान समान चर दिखाई देंगे तो जब मैं यह कहता हूं की आप समान चर देखने जा रहे हैं तो मैं थ्रेड प्राइवेट वेरिएबल की बात कर रहा हूं सही है तो यदि आपके पास थ्रेड प्राइवेट वेरिएबल हैं तो आप समान थ्रेड प्राइवेट वेरिएबलदेखने जा रहे हैं जो कि थ्रेड 0 है हर बार आप ' pragma omp master' कंस्ट्रक्ट लिखते हैं आप उस कंस्ट्रक्ट को यूज करते हैं और आप उसके अंदर कोड लिखते हैं